इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने बैंड पास फिल्टर को देखा था सही इस विशेष मॉड्यूल में हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स को देख रहे हैं तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या हैं और इसे कैसे लागू किया जा सकता है आपको फिर से एक पैसिव बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर दिखाई देगा और हम एक एक्टिव बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर देखेंगे हम दोनों फ़िल्टर देखेंगे और हम देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है हम देखेंगे कि हम आपको क्या दिखा सकते हैं सबसे पहले हमें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समझें कि वास्तव में बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या हैं और इसे कैसे लागू किया जा सकता है इसलिए यदि हम स्क्रीन पर वापस जाते हैं तो हम क्या देखते हैं यहां आकृति बैंड को दर्शाता है जो हरे रंग का है हरे रंग की पट्टी या इस विशेष बैंड के भीतर की आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसीलिए इस फ़िल्टर को बैंड स्टॉप फ़िल्टर भी कहा जाता है या इसे अस्वीकार कहा जाता है अगर इस विशेष बैंड की हमें आवश्यकता नहीं है तो इसे बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स भी कहा जाता है इसलिए यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो हम जो देखते हैं वह आवृत्तियों का एक निश्चित बैंड है जिसे हम अनुमति देना चाहते हैं और कुछ निश्चित आवृत्तियों का बैंड जिसे हम अनुमति नहीं देना चाहते हैं इस विशेष आवृत्ति ग्रीन बैंड green band को हम अनुमति नहीं देंगे तो आप इस तरह के फ़िल्टर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं यही सवाल है फिर से आपको FL पर देखना होगा आप FH को देख रहे हैं और आप आवृत्ति बनाम अपने वोल्टेज या आयाम को देख रहे हैं Y अक्ष आपका एम्पलीटूड है X अक्ष आपकी आवृत्ति है तो नीचे दी गई आकृति बैंड स्टॉप फ़िल्टर की आदर्श आवृत्ति प्रतिक्रिया दिखाता है यह आदर्श है आप स्पष्ट देख सकते हैं हमें fL और fH के बीच इस विशेष आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है ईंट की दीवार की तरह स्पष्ट गिरावट तेज बदलाव यह आदर्श है वास्तव में जब आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा तो यह स्पष्ट नहीं है यह घट रहा है तो यह एक बैंड है जिसे हम आदर्श रूप से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंड स्टॉप फिल्टर कम पास और उच्च पास फिल्टर के संयोजन से बनता है अब बैंड पास फिल्टर में हमारे पास उच्च पास फिल्टर था जो कम पास फिल्टर से जुड़ा था तुम्हे याद है बैंड रिजेक्ट फिल्टर में पहला चरण कम पास फिल्टर है यह हाई पास फिल्टर से जुड़ा है यही अंतर है यदि आप बैंड पास फिल्टर लेते हैं तो उच्च पास फिल्टर को कम पास फिल्टर के साथ कैस्केड किया जाता है हाई पास फिल्टर उनका इनपुट है कम पास फिल्टर उनका आउटपुट है और आप दोनों कनेक्ट करते हैं अगर आप बैंड रिजेक्ट फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो कम पास फिल्टर इनपुट पर है और उच्च पास फिल्टर आउटपुट पर है इसीलिए जब हम कहते हैं कि बैंड स्टॉप फिल्टर का निर्माण कम पास और उच्च पास फिल्टर के संयोजन से होता है जिसमें कैस्केडिंग का समानांतर कनेक्शन होता है तो इस बारे में चिंता न करें एक और बात है जिसे आपको समझना होगा कि कनेक्शन समानांतर है यह श्रृंखला थी यह समानांतर है तो हम देखेंगे बस हाई पास को लो पास और लो पास को हाई पास में परिवर्तित करके यह बैंड रिजेक्ट के लिए पर्याप्त नहीं है आपको समानांतर कनेक्शन को भी समझना होगा हम देखेंगे कि समानांतर कनेक्शन कैसे किया जा सकता है कि यह आवृत्तियों के एक विशेष बैंड को रोक देगा नाम ही इंगित करता है कि इसका उपयोग आवृत्तियों के एक विशेष बैंड को रोकने के लिए किया जाएगा अब चूंकि यह अवांछित आवृत्तियों को समाप्त कर देता है इसलिए इसे बैंड एलिमिनेशन फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर या नॉच फिल्टर भी कहा जाता है हम जानते हैं कि हाई पास और लो पास फिल्टर के विपरीत बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर में दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं यदि मैं कम पास खींचता हूं तो कम पास में एक आवृत्ति होती है हाई पास हाई पास भी fC है सही बैंड पास दो आवृत्तियों FL FH बैंड रिजेक्ट दो आवृत्तियों है fH सही यही हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि उच्च पास और कम पास के विपरीत बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर में दो आवृत्तियाँ होती हैं वह आपका FL और है fH यह ऊपर और नीचे से ऊपर और नीचे की विशेष श्रेणी की आवृत्तियों से गुजरता है जिनकी कट ऑफ आवृत्तियां सर्किट में प्रयुक्त घटकों के मूल्य के आधार पर पूर्व निर्धारित होती हैं यह ऊपर से गुजरेगा और इसके ठीक ऊपर से नीचे से गुजरेगा यह ऊपर से गुजरता है यह एक निश्चित बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे से गुजरता है जिसे हम सर्किट में सही घटकों का उपयोग करके तय कर सकते हैं हम एक उदाहरण के साथ देखेंगे इसलिए आपको इस बात का बेहतर विचार है कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं तो अब इस मामले में इन दो कट ऑफ आवृत्तियों के बीच किसी भी आवृत्तियों को देखा जाता है जो फ्रीक्वेंसी हम पास करना चाहते हैं वो आसानी से पास हो जाएगी FL और FH के बीच की आवृत्तियों को देखा जाएगा तो यह दो पास बैंड सही है इसमें दो पास बैंड पास बैंड एक पास बैंड दो और एक स्टॉप बैंड है 1S 1P 2P बैंड पास फिल्टर की आदर्श विशेषताओं को यहां दिखाया गया है तो यह आपका बैंड अस्वीकार फ़िल्टर है अब बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर के बारे में आगे देखते हैं बैंड पास फ़िल्टर कार्रवाई में हमने देखा है कि एक साधारण RC कम पास फ़िल्टर को एक साधारण फ़िल्टर बनाने के लिए RC हाई पास फ़िल्टर के साथ जोड़ा जा सकता है जो दो कट ऑफ आवृत्तियों के दोनों ओर आवृत्तियों के एक बैंड को पार करेगा हमने देखा है कि ठीक है हमने देखा है कि एक कम पास फिल्टर है एक उच्च पास फिल्टर है दोनों कैस्केड में जुड़े हुए हैं और हम कट ऑफ आवृत्तियों के दोनों ओर आवृत्तियों को पास कर सकते हैं हम इस RC फिल्टर लो पास और हाई पास को मिलाकर दूसरे प्रकार के फिल्टर बना सकते हैं जो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच आवृत्तियों के दिए गए बैंड को ब्लॉक या गंभीर रूप से अटेननुयेट दुर्बल कर सकते हैं यह बैंड रिजेक्ट या बैंड स्टॉप फिल्टर है तो पूर्व मामले में हम आवृत्तियों के कुछ बैंड को पारित कर रहे हैं बाद के मामले में हम आवृत्तियों के कुछ बैंड को सही रूप में देख रहे हैं तो एक ही आरसी फिल्टर का इस्तेमाल कुछ अलग अलग विन्यासों में किया जा सकता है ताकि हमें एक बैंड स्टॉप फिल्टर मिल सके या उस आवृत्ति को पुनः प्राप्त किया जा सके जिसकी हम बिल्कुल इच्छा नहीं करते हैं आगे अगर एक स्टॉप बैंड बहुत कम या अत्यधिक आवृत्तियों की एक छोटी सी सीमा पर जाना जाता है जबकि अन्य सभी आवृत्तियों को पार करते हुए इसे आमतौर पर Band Notch Filter बैंड नौच फ़िल्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है इसलिए जब आप एक ग्राफ देखते हैं जो कुछ इस तरह का होता है तो यह वह आवृत्ति होती है जिसमें यह शामिल होता है केवल यह आवृत्ति अटैंयूएटिंग है और यही कारण है कि यह एक notch जैसा दिखता है इसीलिए अगर एक स्टॉप बैंड अत्यंत संकीर्ण तनूकृत होता है तो इस विशेष मामले में इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को बैंड नौच फ़िल्टर भी कहा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आवृत्ति प्रतिक्रिया उच्च चयनात्मकता के साथ एक गहरी नोच पायदान दिखाती है हम पहले ही ग्राफ देख चुके हैं एक विशिष्ट बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर फ़्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चित्र 17 में दिखाया गया है तो आइए देखें कि वह क्या है Gain Vout Vin हम माइनस 3 डीबी को आपके पास बैंड के रूप में मान रहे हैं यह आपका पास बैंड है और यह आपका स्टॉप बैंड है तो अब अगर मैं इस बैंड नॉट या बैंड रिजेक्ट या बैंड स्टॉप फिल्टर की फ़्रीक्वेंसी के लिए एक फेज़ प्लॉट करता हूं तो हमारे पास फेज़ प्लॉट है जिसे यहां दिखाया गया है फेज शिफ्ट इस तरह होनी चाहिए fc से शुरू करें फिर आपको एक फेज शिफ्ट दिखाई देगा तोह फिरहमें अगले एक पर जाना चाहिए सही तो अब यहाँ हम क्या देखते हैं इस फिल्टर कैरेक्टेरिस्टिक्स विशेषताओं के परिवर्तन को एक दूसरे से अलग किए गए सिग्नल लो पास और हाई पास फिल्टर सर्किट का उपयोग करके गैर इनवर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर या गैर इनवर्टेड वोल्टेज अनुयायी द्वारा आसानी से लागू किया जा सकता है इन दो फिल्टर सर्किट से आउटपुट को तब वोल्टेज समर के रूप में जुड़े एक तीसरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके संयुक्त किया जाता है अब आप लोग समझ गए हैं कि मैं आपको एक एक करके क्यों सिखा रहा हूँ अब आप पहले से ही जानते हैं जब मैं वोल्टेज follower वोल्टेज समर के बारे में बात करता हूं आइए हम इस अंक को फिर से देखें फ़िल्टर कैरेक्टरिस्टिक को आसानी से एक यूनिटी कम पास और उच्च पास फिल्टर सर्किट का उपयोग करके लागू किया जा सकता है इसके बाद यूनिटी गेन एम्पलीफायर हो सकती है यह आपके बफर या वोल्टेज फॉलोवर या यूनिटी गेन एम्पलीफायर है तो अपने कम पास फिल्टर यूनिटी गेन एम्पलीफायर के साथ कास्केडेड व्यापक है इस तरह आप अपने बैंड रिजेक्ट फिल्टर को शुरू करते हैं और फिर सिग्नल Vin को कम पास फिल्टर करने के लिए प्रदान किया जाता है यह उच्च पास फिल्टर को प्रदान किया जाता है इसके बाद वोल्टेज अनुयायी और प्रत्येक के आउटपुट को समिंग एम्पलीफायर को फेड किया जाता है हम पहले से ही एम्पलीफायरों के सूत्र को जानते हैं तो यह Vin होगा यह V2 होगा हमारे यहां R है तो हम जानते हैं कि यह R1 द्वारा V1 V2 V3 वोल्टेजइस में ऋण माइनस 1 है या आप वापस जा सकते हैं और एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज फॉर्मूला को देख सकते हैं इसलिए जब आप इसे देखते हैं तो आपको वह बैंड मिलेगा जिसको पारित होने की अनुमति नहीं है आप आगे यहाँ चित्र 18 में देखेंगे बैंड स्टॉप फ़िल्टर डिज़ाइन के भीतर ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के उपयोग से हमें मूल फ़िल्टर सर्किट में वोल्टेज गेन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है दो नॉन इनवर्टिंग वोल्टेज अनुयायियों को आसानी से मूल नॉन इनवर्टिंग वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है Av 1RfRin यदि मैं इस यूनिटी गेन एम्पलीफायर को नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में परिवर्तित करता हूं तो मैं फ़िल्टर के गेन को बदल सकता हूं यही लिखा है दो नॉन इनवर्टिंग वोल्टेज अनुयायियों को इनपुट और फीडबैक रेसिस्टर्स की क्रिया द्वारा 1 RfRin के गेन के साथ आसानी से बुनियादी नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में परिवर्तित किया जा सकता है इस प्रकार अगर हमें एक बैंड स्टॉप फिल्टर की आवश्यकता होती है तो इसके 3 डीबी कट ऑफ अंक 1 किलोहर्ट्ज़ और 10 किलोहर्ट्ज़ और बीच में 10 डीबी के एक स्टॉप बैंड गेन की आवश्यकता होती है हम आसानी से एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर के साथ डिजाइन कर सकते हैं इन आवश्यकताओं और बस हमारे वाइड बैंड बैंड पास फिल्टर डिजाइन से उन्हें एक साथ कैस्केड करें इसलिए इसे समझना बहुत आसान है इसलिए यहां यदि आप वास्तव में देखते हैं तो जो पहला प्लॉट हम यहां देखते हैं वह बैंड स्टॉप प्रतिक्रिया है एक बैंड स्टॉप प्रतिक्रिया fL और आपके fH के बीच है यह आवृत्ति के इस विशेष बैंड को पारित करने की अनुमति नहीं देगा तो ये 3 डीबी पॉइंट हैं तो आप बैंड रिस्पांस देखें यह आपका Vout Vin या आपका गेन है यह आपका पास बैंड है यह आपकी हाई पास प्रतिक्रिया है लो पास प्रतिक्रिया है यह बैंड स्टॉप प्रतिक्रिया है तो अब हम जानते हैं कि हम एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसलिए यदि मैं अगली स्लाइड पर जाता हूं तो आपके पास हल करने के लिए एक उदाहरण है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि जब हम प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर जाएं तो आप भ्रमित न हों और आपको पहले से पता चल जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इसलिए मैं आपको उदाहरण भी बताता हूं अब बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर के लिए हमारे पास एक उदाहरण है तो उदाहरण है 200 हेर्त्ज़ की लोवर कट ऑफ आवृत्ति और 800 हेर्त्ज़ की हायर कट ऑफ आवृत्ति के साथ एक बुनियादी वाइड बैंड RC बैंड स्टॉप फिल्टर को डिजाइन करें तो यह fL होगा और यह fH होगा अब जियोमेट्रिक केंद्र आवृत्ति 3 डीबी बैंडविड्थ और सर्किट का Q ढूंढें तीन चीजें हमें ढूंढनी होंगी इसलिए यदि आप समाधान ढूंढते हैं तो एक बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए ऊपरी और निचले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स को उसी फॉर्मूले का उपयोग करके पाया जा सकता है जो लो पास और हाय पास फिल्टर दोनों के लिए है जिसका अर्थ है सूत्र का उपयोग करके आवृत्ति पाई जा सकती है f12πRC अब दोनों फिल्टर के लिए एक कैपेसिटर C मान लीजिये C के बराबर है जिसे हम 01 माइक्रो फराड के रूप में मान रहे हैं प्रतिरोधों RL और RH को निर्धारित करने वाली दो आवृत्ति के मूल्यों की गणना निम्नानुसार की जा सकती है सबसे पहले हम लो पास फिल्टर सेक्शन को देखते हैं f12πRC होगा सही है फिर हमारे यहां 200 हर्ट्ज हैं और C इस के बराबर है इसलिए यदि मैं 2πRL मान को प्रतिस्थापित करता हूं जो मुझे नहीं पता है इसलिए मैं C के बराबर RL डाल रहा हूं यदि मेरे पास यह सूत्र है जो fL 12πRLC है तो RL होगा RL बराबर 12πRLC के होगा मुझे पता है कि fL क्या है मुझे पता है कि C क्या है मुझे पता है कि 2π क्या है तो 2 200 01 10 6 क्योंकि यह माइक्रो फैराड है इसलिए अगर मैं इस बात को हल कर लेता हूं तो मेरे पास 8 किलो ओम का लोड रजिस्टर होगा इसलिए अब मेरे पास RL का मूल्य है अब अगला कदम क्या है मुझे RH ढूंढना है इसलिए RH खोजने के लिए हम फिर से उस फॉर्मूले का चयन कर रहे हैं जो वही फॉर्मूला है जहां आपका f 1 2πRC है तो यहाँ अगर मैं R RH12πfHC को मापना चाहता हूं तो यहाँ अगर मैं fH को प्रतिस्थापित करता हूं जो 800 हर्ट्ज है और C का स्थानापन्न मूल्य है जो 01 माइक्रो फराड है और मैं इन चीजों से गुणा करता हूं तो मेरे पास RH 2 किलो ओम के बराबर है अब मेरे पास RH का मान हैं मेरे पास RL का मान हैं मुझे fC ढूंढना है तो ज्यामितीय केंद्र आवृत्ति हम जानते हैं कि सूत्र fC गुणा fH का वर्गमूल है fL 200 दिया जाता है fH 800 दिया जाता है केंद्र आवृत्ति 400 हर्ट्ज है बैंडविड्थ क्या होगा बैंडविड्थ fH fL 800 200 600 हर्ट्ज मेरा बैंडविड्थ सही है बैंडविड्थ द्वारा क्वालिटी फैक्टर को fC के रूप में दिया जाता है fC 400 हर्ट्ज है बैंडविड्थ 60 हर्ट्ज है मैं इसे विभाजित करता हूं फिर मुझे 067 या 35dB का मूल्य मिलता है तो बिंदु यह है कि अगर मैं इस बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिजाइन करना चाहता हूं तो मुझे दो बातें पता होनी चाहिए एक है fC के लिए एक फॉर्मूला दूसरा है Q के लिए फॉर्मूला इसलिए यदि आप जल्दी से वापस देखते हैं तो fL दिया जाता है इसलिए हम RL पा सकते हैं तब हमारे पास fH है जिससे हम इस RH को पा सकते हैं अब हमारे पास क्वालिटी फैक्टर है हम W Bandwidths द्वारा fC पा सकते हैं जिसे हम जानते हैं fC√fLfH बैंडविड्थ क्या है बैंडविड्थ fH माइनस fL है तो कुल है हमारे पास मूल्य है 600 400 जब आप स्थानापन्न करते हैं तो हमें गुणवत्ता कारक Q का मान शून्य से 35dB के बराबर मिलता है तो दोस्तों यह है कि आप एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर सही समस्या को कैसे हल कर सकते हैं जो कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए दिया गया है तो हम अभी यहां रुकेंगे और हम निम्नलिखित मॉड्यूल में देखेंगे कि हम एक बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसलिए मैंने सैद्धांतिक भाग को कवर किया है छोटा सैद्धांतिक भाग आदर्श रूप से गहराई में नहीं है लेकिन जो हमने समझा है कि हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके इस बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं यह आपका संमिंग एम्पलीफायर है हमारे पास बफर हो सकता है या बफर के बजाय हम एम्पलीफायर या नॉन इनवर्टर एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं और आपके पास लो पास फिल्टर है और फिर हाई पास फिल्टर उस फैशन में सही है जिसे हमने सर्किट में देखा है जब हमने इनपुट लागू किया था अगर अंतिम आउटपुट और संमिंग एम्पलीफायर का आउटपुट नोच एम्पलीफिकेशन नोच वोल्टेज होगा सही तो खारिज की गई आवृत्ति बैंड रिजेक्ट फिल्टर का आउटपुट है तो अब हम आपके fL और fH और fH fL की गणना करके इस बैंडविड्थ को बदल सकते हैं आप बैंडविड्थ द्वारा Q fC को खोजना चाहते हैं अगर मैं fC को मापना चाहता हूं fC √ fL fH और अगर आप RL या RH को मापना चाहते हैं तो हम आवृत्ति का एक सूत्र पा सकते हैं Frequency12πRC RL के मामले में 1 पर fL1 2πRLC RL12πfLC हम RL RH पा सकते हैं हम एक ही सूत्र द्वारा देख सकते हैं और हम RH पा सकते हैं इसलिए यदि आप इन बातों को जानते हैं तो आपके लिए अपने बैंड रिजेक्ट फिल्टर की गणना और डिजाइन करना बहुत आसान है अब अगले मॉड्यूल में आइए हम देखें कि हम इसे ब्रेडबोर्ड पर कैसे लागू कर सकते हैं और हम आउटपुट वोल्टेज में बदलाव को देखते हैं जब हम इनपुट वोल्टेज पर अलग अलग सिग्नल को ठीक से लागू करते हैं तब तक आप इन बातों को ध्यान से पढ़ें जानें समझें और वीडियो देखें इस वीडियो को जानें इस वीडियो को पढ़ें जब मैं कहता हूं कि इस वीडियो को पढ़ें तो इसका क्या मतलब है अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं अगर आप भ्रमित थे तो वापस जाएं और कहीं पढ़ें आपको यह वीडियो देखना होगा आपको पढ़ना होगा और आपको समझना होगा तीनों चीजें जो आप एक साथ करते हैं बेशक आपको सही सुनना है तो कई चीजें आप कर सकते हैं इन एनपीटीईएल वीडियो आपकी जिज्ञासा को समझकर आप इसे सर्किट पर परीक्षण करके हल कर सकते हैं यही कारण है कि मैं सर्किट को चित्र में रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि यह आपके लिए सहायक हो इसलिए मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा तब तक तुम ध्यान रखना अलविदा